तो हम एक साधारण ऊर्जा संतुलन लिखने जा रहे हैं तो यहाँ समानांतर प्रवाह है मैं एक छोटा सा तत्व लेता हूँ तो मान लीजिए कि यह कुछ भी छोटा तत्व है और मान लीजिए कि उस तत्व में गर्मी परिवहन का क्षेत्र है ठीक तो यह क्षेत्र डेल्टैक्स है इसलिए गर्मी परिवहन का क्षेत्र है जो गर्म तरल से ठंडे तरल पदार्थ में गर्मी ले जाने के लिए उपलब्ध है तो अब मैं एक ऐसा लिख सकता हूं dq जो गर्मी की अंतर मात्रा है जिसे वास्तव में गर्म से ठंडे तरल पदार्थ में ले जाया जाता है ठीक है तो यह माइनस mdot Cp into dTh में दिया जाता है ठीक तो dTh इस तत्व में गर्म द्रव में तापमान का अंतर है तो dTh डेल्टैक्स और स्थिर अवस्था में तापमान का अंतर है क्योंकि ऊपर और नीचे दाईं ओर से कोई गर्मी नहीं जा रही है तो यह mdot Cp को dT से गुणा करने के बराबर होना चाहिए तो वह ऊष्मा की मात्रा है जो ठंडे द्रव द्वारा प्राप्त की जाती है तो अब लेकिन हम यह भी जानते हैं कि dq को U द्वारा कुछ डेल्टाT दिया जाता है जो कि इन दोनों कक्षों के बीच तापमान में अंतर को अंतर क्षेत्र से गुणा किया जाता है तो डेल्टाT कुछ भी नहीं है लेकिन Th माइनस Tc है यह Th माइनस Tc का कुछ प्रतिनिधित्व है हम थोड़ी देर में देखेंगे कि यह ठीक है क्या तो अब आपका ddeltaT तो डेल्टाT का पहला अंतर जो dTh माइनस dTc द्वारा दिया गया है तो दो तरल पदार्थों के बीच तापमान अंतर में अंतर परिवर्तन अंतर तापमान अंतर के बीच के अंतर से ही दिया जाता है तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यह माइनस dq by mdot Cp है मुझे एक सबस्क्रिप्ट h mdot Cph माइनस dq by mdot Cp कोल्ड फ्लुइड्स डालना चाहिए तो यहाँ से आप अब dq is U को डेल्टा में dA में लिख सकते हैं राइट तो हम U deltaT को dA में 1 से mdot Cp प्लस 1 by mdot Cp कोल्ड लिख सकते हैं तो यह अंतर तापमान भिन्नता है याद रखें कि deltaT दो तरल पदार्थों के स्थानीय तापमान अंतर के बीच तापमान की स्थानीय भिन्नता है तो उस तापमान अंतर का अंतर है ठीक तो अब यहाँ से यह वास्तव में इस अभिव्यक्ति को एकीकृत कर सकता है हम इस अभिव्यक्ति को एकीकृत कर सकते हैं हमारे पास इंटीग्रल ddeltaT by deltaT होगा जो कि माइनस U के बराबर है गुण कंस्टन्ट इंटीग्रल डी हैं ओके तो अब हम पूरे हीट एक्सचेंजर पर एकीकृत कर सकते हैं तो यह इनलेट पर deltaT से है और यह आउटलेट पर deltaT है अब आप तुरंत देख सकते हैं कि हमने मापन योग्य मात्रा को पढ़ाया और पेश किया है deltaT इनलेट एक मापने योग्य मात्रा है आप तापमान को माप सकते हैं और इसलिए आपको तापमान अंतर को मापने में सक्षम होना चाहिए और इसी तरह deltaT आउट भी आपको मापने में सक्षम होना चाहिए और इसलिए यह 0 से समग्र क्षेत्र के बीच होगा जो गर्मी हस्तांतरण के लिए उपलब्ध है ठीक है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन वह log deltaT है जिसे डेल्टा माइनस U 1 से A से गुणा करके विभाजित किया जाता है तो आप हमेशा एक समग्र U औसत U को परिभाषित कर सकते हैं क्यों नहीं मैं हमेशा ऐसा कर सकता हूं इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए जब आप अपने समग्र U को परिभाषित करते हैं ओके तो समग्र U आपके पूर्ण ताप विनिमायक या पूर्ण सतह क्षेत्र के लिए एक प्रतिनिधि ताप परिवहन गुणांक है जो मौजूद है अब इसे भिन्नात्मक सतह क्षेत्र से गुणा किया जाता है यह हमेशा आपको गर्मी परिवहन की सीमा और वह छोटा खंड देगा ऐसा करने में क्या गलत है ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है जो बिल्कुल ठीक है आप समग्र ताप परिवहन गुणांक को देख रहे हैं आप औसत ताप अंतरण गुणांक देख रहे हैं इसलिए यदि आप औसत ताप परिवहन गुणांक को देखते हैं जो स्थानीय ताप परिवहन गुणांक का कुछ अंश होगा यदि मैं मान लेता हूँ कि यह एक ट्यूब है तो मैंने यह नहीं कहा है कि ज्यामिति क्या है लेकिन हम यह कहें कि यह एक ट्यूब है ठीक है अब अगर यह पूरी तरह से विकसित हो गया है तो आप जानते हैं कि नुसेल्ट संख्या कंस्टन्ट है ठीक तो गर्मी परिवहन गुणांक स्थिर है तो आपका आशय क्या है यह एक संकेंद्रित बेलन के लिए भी सही है यह कई अलग अलग ज्यामिति के लिए सही है हमने इसे कक्षा में साबित नहीं किया लेकिन यह सच है हम मान रहे हैं कि हमारे पास नहीं है स्मरण रहे कि मैंने अभी तक आपको यह नहीं बताया कि ज्यामिति क्या है इसलिए हम बाद में ट्यूबों के बारे में बात करेंगे जिस घटना को मैंने आपको नहीं बताया है कि ज्यामिति क्या है अभी मान लीजिए कि इस रूप में गर्मी हस्तांतरण वक्र है ठीक तो अब तो कुल गर्मी जो गर्म तरल पदार्थ से खो जाती है ठीक है तो यह गर्म तरल पदार्थ के mdot Cp द्वारा Thi माइनस Tho से गुणा करके दिया जाता है ओके तो यह समग्र तापमान अंतर है कि अनुभूत गर्मी जो वास्तव में गर्म तरल पदार्थ से खो जाती है और जो कि mdot Cp ठंडे तरल पदार्थ के बराबर होनी चाहिए Tco माइनस dci में तो अब और वह भी कुछ deltaT में U से A के बराबर है हम नहीं जानते कि वह कुछ प्रतिनिधि deltaT क्या है इसलिए मैं इसे ReP कहता हूं हम नहीं जानते कि deltaT क्या है जो हम खोजने में सक्षम हैं तो deltaT आउट deltaT इन सीखें उसमें माइनस UA के बराबर होना चाहिए इसलिए मैं mdot Cphot और mdot Cp कोल्ड को बदलने जा रहा हूं तो वह Thi माइनस Tho को q से विभाजित किया गया प्लस Tco माइनस Tci को q से विभाजित किया गया तो यह माइनस UA बाय q होगा इसलिए अब मैं इसे आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सकता हूं तो यह Thi Thi माइनस Tho ओवर माइनस 1 Tci माइनस Tho माइनस Tco तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन UA बाय q in deltaT इनलेट पर माइनस साइन के साथ माइनस डेल्टा आउटलेट पर तो यहाँ से आप U के बराबर U को A में डेल्टा deltaTlmtd में प्राप्त करते हैं आइए हम U को A में deltaT में परिभाषित करें जो आउटलेट पर डेल्टा टी के अनुपात और इनलेट पर डेल्टा टी से विभाजित है इसलिए यदि हम इनलेट और आउटलेट पर गर्म और ठंडे तरल पदार्थ का तापमान मापने योग्य मात्रा जानते हैं तो हमें वास्तव में यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि मापने योग्य मात्रा के आधार पर समग्र गर्मी परिवहन दर क्या है यदि आप जानते हैं कि U क्या है तो U सार्वभौमिक ताप परिवहन गुणांक है जो औसत पर आधारित है अब हीट एक्सचेंजर की इस गुण के बारे में दिलचस्प क्या है जहां आप मापने योग्य मात्रा व्यक्त कर सकते हैं आप कुल गर्मी परिवहन दर खोजने के लिए deltaTlmtd के रूप में मापने योग्य मात्रा का उपयोग कर सकते हैं तो यह एक सर्वव्यापी प्रतिनिधित्व है वास्तव में यदि आप काउंटर फ्लो के लिए वही अभ्यास करते हैं तो मैं इसे फिर से प्राप्त नहीं करने जा रहा हूं लेकिन यदि आप वास्तव में वही अभ्यास करते हैं तो मैं आप सभी को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं तो आप देखेंगे कि यदि आप काउंटर फ्लो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए एक ही अभ्यास करते हैं और मैं आपको आगाह करूँगा कि आप गर्मी के नुकसान और गर्मी के लाभ के लिए जो संकेत लगाते हैं उससे बहुत सावधान रहें तो आपके पास काउंटर फ्लो है तो आपको ठीक वैसा ही एक्सप्रेशन deltaT lmtd मिलना चाहिए तो अब केवल अंतर यह है कि मान लीजिए कि मेरे पास काउंटर फ्लो है जहां इस दिशा में गर्म द्रव बह रहा है और हमारे पास ठंडा तरल पदार्थ है जो वास्तव में विपरीत दिशा में बह रहा है और अगर Thi गर्म तरल पदार्थ का इनलेट तापमान है और Tho आउटलेट तापमान है और इसी तरह Tci और Tco है ठीक तो अब यहाँ deltaT lmtd को deltaT के रूप में परिभाषित किया गया है तो अगर मैं इस स्थान को 1 कहता हूं और यह स्थान 2 है क्योंकि अब आप यह नहीं कह सकते कि कौन सा अंदर है और कौन सा बाहर ठीक है तो अगर मैं अपने इनलेट को गर्म तरल स्प्रिंग और ठंडे तरल स्प्रिंग के आधार पर आउटलेट के स्थान के आधार पर परिभाषित करता हूं तो यह deltaT lmtd केवल 1 पर deltaT होगा deltaT 2 पर लॉग डेल्टाटी द्वारा विभाजित 1 पर डेल्टा 2 पर विभाजित मैं वास्तव में आप सभी को वास्तव में इसे प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं यदि आप व्युत्पत्ति सावधानी से करते हैं तो आप इसे प्राप्त करेंगे और सही ढंग से आप देखेंगे कि यह ठीक वैसा ही deltaT lmtd है जो आपको मिलेगा जो बहुत हद तक समानांतर प्रवाह में आपको मिले समान दिखता है तो जो वास्तव में मायने रखता है वह यह है कि आपको स्थानीय को मापने की आवश्यकता है मेरा मतलब है हीट एक्सचेंजर के 1 छोर पर ठंडे तरल तापमान में गर्म तरल पदार्थ और हीट एक्सचेंजर के दूसरे छोर पर समान तापमान यह सरल समानांतर के लिए है और काउंटर फ्लो और फिर आप बस deltaT lmtd को परिभाषित करते हैं तो यही कारण है कि वास्तव में आपके सभी प्रयोगशाला प्रयोगों में पटलीय प्रवाह और अशांत प्रवाह प्रयोगों में deltaT lmtd अभिव्यक्ति नहीं बदलती है चाहे आपके पास समानांतर प्रवाह हो या काउंटर प्रवाह लॉग के लिए अभिव्यक्ति deltaT lmtd को छोड़कर वही है कि आपको अपने तापमान को हीट एक्सचेंजर के इनलेट के रूप में परिभाषित करने और हीट एक्सचेंजर के आउटलेट के रूप में परिभाषित करने के आधार पर बदलना होगा तो एक बार जब आप इसे ध्यान से परिभाषित करते हैं तो आपको यह जानने की जरूरत है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे लिखते हैं क्योंकि ऋण चिह्न हमेशा अंश और हर द्वारा अवशोषित किया जाएगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए जब तक आप इसे ठीक से परिभाषित करते हैं आपको यह परिवर्तन प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए deltaTlmtd तो अब एक और दिलचस्प गुण है मैं बीजगणित की व्युत्पत्ति नहीं करने जा रहा हूं वास्तव में आप सभी को यह कोशिश करनी चाहिए कि यह थोड़ा जटिल बीजगणित है और यह संभव है तो मान लीजिए कि मेरे पास हीट एक्सचेंजर है और मैंने गर्म और ठंडे तरल पदार्थ के इनलेट और आउटलेट के तापमान को ठीक से निर्दिष्ट किया है तो यह समानांतर प्रवाह के लिए है ठीक है और इसी तरह मेरे पास एक काउंटर फ्लो है और मैं गर्म और ठंडे तरल पदार्थ के लिए समान इनलेट और आउटलेट की स्थिति को परिभाषित करता हूं तो यह मेरा T3 है और यह मेरा T4 है वही तरल पदार्थ वही तापमान सवाल यह है कि कौन सा बेहतर है जवाब क्या है काउंटर फ्लो ऐसा क्यों है यह बहुत सहज प्रतीत होता है लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्यों है ठीक तो मुझे तापमान प्रोफ़ाइल करने दें ठीक तो अगर यह गर्म द्रव ठीक है तो कि Thi और Tho और Tci और Tco या फिर से T 1 T 2 T 3 और T 4 ठीक है तो यह काउंटर फ्लो के लिए तापमान प्रोफ़ाइल है और मैं समानांतर प्रवाह के लिए एक समान तापमान प्रोफ़ाइल बना सकता हूं तो वह मेरा T1 T2 T3 और T4 है जहां दोनों समानांतर चल रहे हैं अब आप इस ग्राफ से कैसे कह सकते हैं कि काउंटर फ्लो हमेशा बेहतर होता है कम तापमान प्रवणता गर्मी हस्तांतरण कम करती है लेकिन ध्यान रखें कि आप गर्मी परिवहन के क्षेत्र के अंदर से गुजरते हुए भी हैं क्या आपके पास गर्मी परिवहन के लिए उच्च क्षेत्र है इसलिए यह संभव है कि यहां अधिकतम ताप परिवहन हो क्योंकि यहां तापमान अधिकतम हो जाता है आप कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सा बेहतर है इस प्रोफ़ाइल के आधार पर आप वास्तव में निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि काउंटर फ्लो बेहतर है तो तर्क यह है कि यदि आप काउंटर फ्लो के deltaT lmtd की गणना करते हैं और यदि आप समानांतर प्रवाह के लिए deltaT lmtd की गणना करते हैं तो यह हमेशा पता चलता है कि दी गई स्थिति के लिए काउंटर फ्लो के लिए deltaT lmtd हमेशा से अधिक होता है समान स्थिति के साथ समानांतर प्रवाह के लिए deltaT lmtd गर्म और ठंडे तरल पदार्थ के समान इनलेट तापमान और आउटलेट तापमान मैं इसे सख्ती से नहीं दिखाने जा रहा हूं लेकिन यह निश्चित रूप से दिखाना संभव है और यह असंभव नहीं है कि बीजगणित थोड़ा सा रक्तमय है मैं हमेशा चाहता हूं कि आप इसे प्राप्त करें और दिखाएं कि काउंटर फ्लो deltaT lmtd समानांतर प्रवाह से अधिक है आप डेल्टा टी 1 डेल्टा टी 2 को दोनों मामलों के अनुपात के लॉग से विभाजित करते हैं और आप तापमान को ठीक करते हैं और दिखाते हैं कि एक अभिव्यक्ति हमेशा जा रही है दूसरे से बड़ा होना ठीक है तो यह एक साधारण अभ्यास नहीं है थोड़ा थकाऊ बीजगणित है और जो मैं चाहूंगा की आप इसे पहले ट्राई करें तो यह एक महत्वपूर्ण गुण है तो शर्तों के एक सेट के लिए काउंटर फ्लो का deltaT lmtd हमेशा समानांतर प्रवाह की तुलना में अधिक होता है और यही कारण है कि काउंटर फ्लो को प्राथमिकता दी जाती है तो जिसका अर्थ यह भी है कि तापमान के निश्चित माप के लिए और इसलिए निश्चित ताप परिवहन दर ठीक है काउंटर प्रवाह द्वारा आवश्यक गर्मी परिवहन क्षेत्र के लिए आवश्यक क्षेत्र समान तापमान और समान ताप परिवहन दर के साथ समानांतर प्रवाह के लिए हमेशा से छोटा होता है इसलिए इसका मतलब यह भी है कि काउंटर फ्लो डिज़ाइन एक सस्ता डिज़ाइन है तो गर्मी परिवहन का क्षेत्र जो आवश्यक है आपको बताता है कि उपकरण का आकार क्या होगा और इसलिए आपको एक छोटे आकार के हीट एक्सचेंजर की आवश्यकता होती है और इसलिए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर डिजाइन हमेशा सस्ता होता है समानांतर प्रवाह के निर्माण की तुलना में काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का निर्माण करना सस्ता होता है